निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगें-II मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's Equations से तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले व्याख्यान में मैंने तर्क दिया विद्युत चुम्बकीय तरंगें पिछले व्याख्यान में मैंने फैराडे के नियम Faraday's law के आधार पर तर्क दिया जो कहता है कि डेल क्रॉस E माइनस B के समय के सापेक्ष आंशिक अवकलन और निर्वात में डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है यह विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को बनाए रखना संभव है जब वे बदलते हैं और एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं और यह संचार करता है इसलिए हम इस स्रोत फैराडे के नियम Faraday's law का उपयोग करते हैं और यह निर्वात में डिस्प्लेसमेंट करंट पर आधारित था इस व्याख्यान में मैं उनका उपयोग करना चाहता हूं जिस तरह से मैक्सवेल ने लिखा है और उन मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equations का उपयोग करते हुए हम एक तरंग समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं और फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं इसलिए हम पिछले व्याख्यान में दिए गए तर्कों की तुलना में गणितीय रूप से थोड़ा अधिक कठोर होंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि पिछले व्याख्यान में हमने जो किया है उसकी सराहना करें इसने आपको एक भौतिक एहसास दिया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या दिख सकते हैं और वे एक दूसरे के साथ कैसे बदलते हैं इस व्याख्यान में हम एक अधिक परिष्कृत गणितीय पद्धति में उसी व्यवहार को देखने जा रहे हैं तो शुरू करने के लिए आइए हम सभी मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equations को एक बार फिर से लिखें और मैं उन्हें निर्वात में लिख रहा हूं निर्वात और कोई आवेश नहीं है कोई आवेश घनत्व नहीं है तो मेरे पास जो समीकरण है वह E का डाइवर्जेंस 0 है E का कर्ल B का t के सापेक्ष आंशिक अवकलन के बराबर है B का आंशिक अवकलन चूंकि कोई वास्तविक विद्युत् धारा नहीं है हमारे पास म्यू 0 एप्सिलॉन 0 है डिस्प्लेसमेंट करंट और B का डाइवर्जेंस 0 है हम दो कर्ल समीकरणों को देखते हैं और इस समीकरण के कर्ल को लेते हैं फैराडे का नियम Faraday's law समीकरण एक बार फिर यह B के कर्ल के माइनस d भाग dt के बराबर हो जाता है मैंने दोनों तरफ कर्ल लिया है यह हालांकि E डाइवर्जेंस का ग्रेडिएंट माइनस E का लेप्लेसियन है यह माइनस d भाग dt के बराबर है और B के कर्ल के समीकरण से B का कर्ल म्यू 0 एप्सिलॉन 0 dE dt के बराबर है पहले समीकरण से गॉस के नियम Gauss's law यह पद 0 है और इसलिए मुझे डेल वर्ग E म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d 2 E भाग dt वर्ग के बराबर मिलता है E0E B∂t B0B00E∂t E ∂tBE 2E ∂t00E∂t 2E002Et2 विशेष रूप से यदि E की भिन्नता केवल एक दिशा में है मान लें x दिशा तब मेरे पास आंशिक E भाग आंशिक x वर्ग है जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d 2 E भाग dt वर्ग के बराबर है जब मैं यह E लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि प्रत्येक घटक इस समीकरण को संतुष्ट करता है इसे हम स्पष्ट रूप से लिखें मेरे पास d 2 E x d x वर्ग है जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d 2 E x भाग dt वर्ग के बराबर है हम देखेंगे कि यह समीकरण वास्तव में निरर्थक है क्योंकि कोई x घटक नहीं है d 2 E y आंशिक x वर्ग म्यू 0 एप्सिलॉन 0 आंशिक E y भाग आंशिक t वर्ग के बराबर है और अंत में E z का आंशिक x वर्ग म्यू 0 एप्सिलॉन 0 आंशिक E z भाग आंशिक t वर्ग ध्यान दें यह ठीक इसी तरह की तरंग समीकरण है जैसा कि यहाँ 1 से विभाजित c वर्ग है तो इसके साथ यह d 2 f भाग dx वर्ग 1 से विभाजित c वर्ग d 2 f से विभाजित dt वर्ग के बराबर हो जाता है तो हम तुरंत देखते हैं कि इस संचार की गति या विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति 1 से विभाजित एप्सिलॉन 0 म्यू 0 का वर्गमूल है और E एक तरंग की तरह संचार करता है हम B के समीकरण के लिए ऐसा ही कर सकते हैं 2Exx2002Ext2 2Eyx2002Eyt2 2Ezx2002Ezt2c100 और जो हमें b समीकरण में मिलता है वह है आप B के कर्ल से शुरू करते हैं जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 dE dt के बराबर है और दोनों तरफ कर्ल लेते हैं हमें B के कर्ल का कर्ल म्यू 0 एप्सिलॉन 0 E के कर्ल का d भाग dt के बराबर मिलता है यह B के डाइवर्जेंस का ग्रेडिएंट है जो कि 0 माइनस B का लेप्लेसियन है जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 माइनस dB dt के d भाग dt के बराबर है यह मुझे फिर से डेल वर्ग B देता है जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d 2 B से विभाजित dt वर्ग के बराबर है जो B क्षेत्र के लिए समीकरण है तो E और B एक तरंग की तरह संचार करते हैं B00E∂t B00∂tEB 2B00∂t B∂t 2B002Bt2 अब हम करेंगे कि इन हार्मोनिक समतल तरंगों के एक विशेष समाधान पर केंद्रित करेंगे जिसमें E सदिश को कुछ आयाम के रूप में जाता है E 0 साइन 2 पाई भाग लैम्ब्डा x माइनस 2 पाई न्यू t जिसे मैं E 0 साइन k x माइनस ओमेगा t के रूप में लिख सकता हूं जहां k 2 पाई भाग लैम्ब्डा है और ओमेगा 2 पाई न्यू है EE0sin 2πx 2πνt E0sin kx ωt k2π and ω2πν इसी तरह मैं B को B 0 साइन k x माइनस ओमेगा t के रूप में लिखने जा रहा हूं तो मेरे पास E E 0 साइन k x माइनस ओमेगा t के बराबर है और B B 0 साइन k x माइनस ओमेगा t के बराबर है आइए देखें कि इन आयामों और क्षेत्रों के बारे में हमें समीकरण क्या बताते हैं यदि वे इस तरह से मौजूद हैं तो हम समीकरण को देखते हैं B का डाइवर्जेंस 0 है और E का डाइवर्जेंस 0 है यदि हम ऐसा करते हैं आइए हम इस समीकरण को देखें E का डाइवर्जेंस 0 है मेरे पास i d भाग dx डॉट E 0 साइन k x माइनस ओमेगा t 0 के बराबर है ध्यान दें कि अन्य सभी घटक d भाग dy और d भाग dz वे गायब हो जाते हैं क्योंकि हमने E 0 को पूरे y और z में समान लिया है तो यह आपको i x इकाई सदिश डॉट E 0 देता है जो 0 के बराबर है इसका मतलब है कि E 0 yz समतल में है इसका क्या मतलब है कि मेरे पास x दिशा में इस तरंग का संचार है फिर E में घटक हो सकते हैं मुझे बनाने दो चूंकि मैं E को हरे रंग से लिख रहा हूं मुझे बनाने दें E में y और z घटक हो सकते हैं तो हम इसे E y और E z लिखते हैं और कुछ नहीं क्योंकि E डॉट i 0 है यह y है यह z है इसी प्रकार यदि मैं B के डाइवर्जेंस को देखता हूं तो यह 0 के बराबर है मुझे मिलता है i डॉट B 0 0 के बराबर है इसका मतलब यह भी है कि B के घटक B y और B z हैं तो मेरे पास B y और B z है इसलिए E और B दोनों ही संचार की दिशा के लंबवत हैं जैसा कि हमने पहले ही तर्क दिया था E0i∂xE0sin kx wt 0iE00 ie E0 is in the y z plane B0 or iB00 or B has components By and Bz only आइए अब हम अन्य मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए E और B के बीच संबंधों को देखें तो हमने अब यह देखा है कि E yz समतल में E 0 साइन k x माइनस ओमेगा t हैऔर B B 0 साइन k x माइनस ओमेगा t है और हम B 0 और E 0 के बीच के संबंध को देखना चाहते हैं बस एक बिंदु आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों के लिए साइन k x माइनस ओमेगा t क्यों रखा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए समान भिन्नता अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप बाद में देखेंगे कि ये पद दोनों तरफ से रद्द नहीं होंगी और इसलिए k x माइनस ओमेगा t पर उनकी निर्भरता बिल्कुल समान होनी चाहिए अब हम इस समीकरण को देखते हैं E का कर्ल माइनस B का समय के सापेक्ष में आंशिक अवकलन के बराबर है यदि मैं E के कर्ल की गणना करता हूं तो यह i j k d भाग dx d भाग dy d भाग dz के बराबर है विद्युत क्षेत्र का x घटक 0 है y घटक E y 0 साइन k x माइनस ओमेगा t होने जा रहा है और z घटक E z 0 साइन k x माइनस ओमेगा t होने जा रहा है और अगर मैं कर्ल की गणना करता हूं तो यह i घटक गुना 0 प्लस j घटक गुना 0 माइनस d भाग dx E z 0 साइन k x माइनस ओमेगा t प्लस k घटक d भाग dx E y 0 साइन k x माइनस ओमेगा t माइनस 0 है तो यह माइनस j E z 0 k कोसाइन k x माइनस ओमेगा t प्लस k इकाई सदिश E y 0 k कोसाइन k x माइनस ओमेगा t के रूप में निकलता है मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह k 2 पाई भाग लैम्ब्डा है और ओमेगा 2 पाई गुना एक आवृत्ति न्यू है इसे आगे k कोसाइन k x माइनस ओमेगा t माइनस j E z 0 k इकाई सदिश E y 0 के रूप में लिखा जा सकता है जिसे मैं k कोसाइन k x माइनस ओमेगा t i क्रॉस E y 0 j प्लस E z 0 k के रूप में लिख सकता हूँ यह अंतिम पद यहां E सदिश 0 के अलावा और कुछ नहीं है Ei×0j0 ∂xEz0sin kx ωt k∂xEy0sin kx ωt 0kcoskx ωt jEz0kEy0 तो हमने जो प्राप्त किया है अगली स्लाइड पर जाएं कि E का कर्ल कुछ भी नहीं है बल्कि k कोसाइन k x माइनस ओमेगा t i क्रॉस E 0 सदिश है इसी तरह माइनस dB भाग dt माइनस चिह्न के साथ B 0 सदिश d भाग dt साइन k x माइनस ओमेगा t के बराबर होने वाला है और यह फिर बनने जा रहा है प्लस ओमेगा B 0 सदिश कोसाइन k x माइनस ओमेगा t ध्यान दें कि पहले मैंने कहा था यदि स्थान समय निर्भरता इसका मतलब है कि k x माइनस ओमेगा t अलग था फिर मैं दो अभिव्यक्ति के स्थान और समय की निर्भरता की बराबरी नहीं कर सकता था अधिक स्पष्ट रूप से यदि मैं लिखता हूं कि E का कर्ल माइनस dB dt के बराबर है तो मुझे k कोसाइन k x माइनस ओमेगा t i क्रॉस E 0 मिलता है जो ओमेगा B 0 सदिश कोसाइन k x माइनस ओमेगा t के बराबर है यदि यह निर्भरता जो कोसाइन द्वारा दी गई है दोनों तरफ समान नहीं थी हालांकि समीकरण को एक बार में संतुष्ट किया जा सकता था लेकिन यह आगे समय में चरण से बाहर हो जाएगा इसलिए यह निर्भरता समान होनी चाहिए Ekcoskx ωt iE0 ∂B∂t B0∂tsinkx ωt ωB0coskx ωt नेट परिणाम यह है कि हमें B 0 सदिश प्राप्त होता है जो i क्रॉस E 0 गुना k से विभाजित ओमेगा के बराबर है k से विभाजित ओमेगा कुछ नहीं है लेकिन 1 से विभाजित c है i क्रॉस E 0 यह आप आसानी से k के 2 पाई भाग लैम्ब्डा और ओमेगा के 2 पाई न्यू होने की परिभाषा से देख सकते हैं तो अब हमारे पास क्या है अगर तरंग i दिशा में संचार कर रही है अगर E सदिश में इस तरह के घटक हैं B सदिश को i क्रॉस E होना होगा इसका लंबवत होना जरूरी है तो अगर E सदिश इस तरह है मुझे थोड़ा मोटा करने दें फिर B सदिश को उसी समतल में लंबवत होना चाहिए तो इसे इस तरह या तो इस तरह से होना चाहिए i क्रॉस E वह देता है अब यह किस तरफ जाएगा उसके लिए हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम गुणा कर सकते हैं E क्रॉस B को फिर से लेते हैं जो कि 1 से विभाजित c E 0 क्रॉस i क्रॉस E शून्य के बराबर होगा और यह मुझे 1 से विभाजित c i E 0 वर्ग माइनस 1 से विभाजित c i डॉट E 0 E 0 देता है तो यह पद 0 है क्योंकि i संचार की दिशा E 0 के लंबवत है इसलिए हम देखते हैं कि E क्रॉस B I होना चाहिए E क्रॉस B संचार की दिशा में होना चाहिए तो B ऐसा होना चाहिए कि मैं इस विशेष B को चुनूं ताकि B क्रॉस E मुझे i दे इसलिए हम देखते हैं वह संचार की दिशा और आयाम विद्युत क्षेत्र लंबवत हैं संचार दिशा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हैं फिर E क्रॉस B की दिशा संचार की दिशा के समान है तो अगर यह संचार की दिशा x है और यदि E y दिशा में है तब B z दिशा में होगा दूसरी ओर यदि तरंग दूसरी ओर संचार कर रही थी यह ऋणात्मक x अक्ष पर जा रही थी अगर तरंग इस ओर संचार कर रही थी फिर यदि E y E y दिशा में था B ऋणात्मक z दिशा में होगा यह हमें मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equations से मिलता है और अंत में हमने देखा कि B 0 1 से विभाजित c i क्रॉस E 0 के बराबर है जिसका अर्थ है कि B का परिमाण E का परिमाण विभाजित c E से प्रकाश की गति के कारक से छोटा है जो कि 3 गुणा 10 ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड है इसलिए जब विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र SI इकाइयों में मापा जाता है तो चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा होता है